चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए समाधान I इस व्याख्यान में हम अब विभिन्न स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं हमारे हाथ में जो उपकरण हैं वे हैं एक B का डायवर्जेंस जो कि चुंबकीय क्षेत्र और 0 है हमारे पास एक ऑक्सीलिरी क्षेत्र H भी है जिसका कर्ल j फ्री के बराबर है हमारे पास एक अतिरिक्त जानकारी यह है कि जिस तरह से हमने H को परिभाषित किया है वह यह है कि B म्यू 0 गुणा H प्लस M के बराबर है और सवाल यह है कि हम इन समीकरणों का उपयोग किसी दिए गए मुक्त विद्युत धारा या चुंबकत्व से B प्राप्त करने के लिए कैसे करें तो इस पर निर्भर करते हुए कि हम किस स्थिति में हैं हम विभिन्न तकनीकों का उपयोग करेंगे एक बात जो हम जानते हैं कि B म्यू 0 द्वारा विभाजित 4 पाई समाकलन dv प्राइम j r प्राइम क्रॉस r माइनस r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम घन के रूप में के रूप में दिया जाता है इसकी गणना वेक्टर क्षेत्र से भी की जा सकती है B0 Hjfree B0HM B04πdVjr×r rr r3 अब हम विभिन्न स्थितियों को देखते हैं और देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हम अपने पिछले ज्ञान का कैसे उपयोग कर सकते हैं मान लीजिए हम ऐसी स्थिति लेते हैं जहां j फ्री 0 है इसलिए यदि j फ्री शून्य है तो उस स्थिति में मेरे पास हमेशा B का डायवर्जेंस शून्य के बराबर है इसके अलावा मेरे पास H का कर्ल शून्य है और चूंकि B का डायवर्जेंस शून्य है इसलिए यह H प्लस M का डायवर्जेंस शून्य के बराबर की ओर ले जाता है जो मुझे देता है H का डायवर्जेंस माइनस M के डायवर्जेंस के बराबर देता है तो मेरे पास इस स्थिति के लिए H के लिए 2 समीकरण हैं जहाँ j फ्री शून्य है H का कर्ल शून्य है और H का डायवर्जेंस माइनस M के डायवर्जेंस के बराबर है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही समान स्थिति के समान है जहाँ मेरे पास E का कर्ल 0 था और E का डायवर्जेंस रो द्वारा विभाजित एप्सिलॉन 0 के बराबर है इसलिए इस मामले में जहां कोई मुक्त विद्युत धारा नहीं है मैं इस मात्रा को यहां किसी प्रकार के चुंबकीय आवेश के रूप में मान सकता हूं और यह मात्रा निश्चित रूप से H का कर्ल 0 है इसलिए मैं इस माइनस डेल डॉट M को चुंबकीय आवेश के रूप में मानकर एक गणना कर सकता हूं जैसे कि मैं इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहा हूं बस इस सादृश्य को पूरा करने के लिए इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं कि H लिखना है क्योंकि कोई एप्सिलॉन 0 नहीं है एक द्वारा विभाजित 4 पाई समाकलन माइनस डेल प्राइम डॉट M r प्राइम क्योंकि यह एक आवेश है विभाजित r माइनस r प्राइम दूरी घन r माइनस r प्राइम सदिश dv प्राइम और यह r पर H है जैसे हम विद्युत क्षेत्र लिखते हैं और इसलिए ऐसी स्थितियों में जहां कुछ प्रकार की समरूपता है या मैं M और डेल डॉट M की गणना आसानी से कर सकता हूं H की गणना करना बहुत आसान है Hr14π Mrr r3r rdV आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं उदाहरण एक मान लें कि मेरे पास एक लंबा छड़ चुंबक है इसकी लंबाई L और त्रिज्या a है जैसे कि L या मुझे ठीक से L बनाने दें कुल लंबाई Lहै L a से बहुत बहुत अधिक है तो मैं फ्रिंज प्रभाव को अनदेखा कर सकता हूं और यह अपनी लंबाई के साथ एक चुंबकत्व M वहन करता है चूँकि j फ्री 0 है मेरे पास H का कर्ल 0 के बराबर है और H का डायवर्जेंस M के माइनस डाइवर्जेंस के बराबर है आइए देखते हैं कि इस मामले में M का डायवर्जेंस क्या होने वाला है jfree0 H0 H M M चुंबकत्व का लंबाई के साथ निश्चित मूल्य है और इस दिशा में से बाहर 0 है तो यह परिमित मूल्य है M और 0 अगर मैं इस दिशा को z मानता हूँ तो लंबवत ऊपर दिशा में आप देख सकते हैं कि M के डायवर्जेंस का कर्ल ऊपरी बिंदु पर M डेल्टा z के बराबर है और इसी तरह M dela z के समानुपाती है निचले बिंदु पर आइए अब हम कुछ मूल्यों को तय करते हैं आइए हम निचले बिंदु z को 0 के बराबर लें आइए हम ऊपरी बिंदु z को L के बराबर करते हैं तब मैं M का डायवर्जेंस लिख सकता हूं M छोटा हो जाता है यह नीचे चला जाता है तो यह माइनस M डेल्टा z माइनस L प्लस है M 0 के बराबर z पर बढ़ता है इसलिए यह एक पद M z होने जा रहा है M Mδz LMδ यदि आप इसके बारे में अधिक आश्वस्त होना चाहते हैं तो मैं यह दिखाने के लिए गॉस के नियम का उपयोग कर सकता हूं कि यह ऐसा है उसके लिए मैं यह ऊपरी सतह लेता हूँ और यहां एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं और इस बॉक्स में M d v के डायवर्जेंस की गणना करूं यदि निचली सतह का क्षेत्रफल a और बॉक्स की लंबाई l है तो यह M a l का डायवर्जेंस होने वाला है जहाँ a और l बहुत छोटे हैं और गॉस के नियम द्वारा यह M डॉट ds के बराबर होने जा रहा है अब ऊपरी सतह पर कोई M नहीं है इसलिए ऊपरी सतह से यह आपको 0 देता है निचली सतह पर d s बाहर जा रहा है इसलिए यह माइनस M a होने जा रहा है पक्ष सतहों पर कोई योगदान नहीं है तो M सतह के समानांतर है और इसलिए मुझे जो मिलता है वह है M का डायवर्जेंस माइनस M द्वारा विभाजित l के बराबर है MdVMal a and l are very smallMdS Ma M Ml यह l आप 0 तक जाने की सीमा को ले सकते हैं और उस स्थिति में यह माइनस M डेल्टा z माइनस L तक जाता है आप इसे अन्य तरीके से देख सकते हैं क्योंकि माइनस M dz का डायवर्जेंस माइनस M के बराबर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह dz कितना छोटा है माइनस L से L तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह dz कितना छोटा है मुझे अभी भी माइनस M मिलता है और इसलिए M के इस डायवर्जेंस को डेल्टा z माइनस L के लिए आनुपातिक होना चाहिए आप निचले हिस्से पर एक ही काम कर सकते हैं तो यह क्या हो रहा है कि M का यह डायवर्जेंस निचले स्तर पर वृद्धि की तरह है M L के बराबर है मैं इसे यहां इस बैंगनी ब्लॉक के साथ दिखा रहा हूं और ऊपरी तरफ इस तरह से माइनस कर रहा हूं इसी तरह से अनंत तक जाता है और अनंत तक इसी तरह से जाता है तो अगली स्लाइड में फिर से बनाते हैं मेरे पास यह इतना लंबा है और मैं थोड़ा अलग चित्र बना रहा हूं ताकि आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकें एक लंबा छड़ चुंबक जिस पर चुंबकत्व नीचे जाता है वह पूरे चुंबक में M होता है और फिर से नीचे चला जाता है 0 M और इसके डायवर्जेंस का यह डेल्टा फलन है और यहाँ डेल्टा फलन और इसलिए M का माइनस डाइवर्जेंस M डेल्टा z माइनस L माइनस M डेल्टा z के बराबर होने जा रहा है और यह किसके बराबर है यह H के डाइवर्जेंस के बराबर है जो M डेल्टा z माइनस L माइनस M डेल्टा z के बराबर है और मुझे पता है कि H का कर्ल 0 है यह ऐसा है M पृष्ठीय आवेश की तरह है माइनस M सतह पृष्ठीय आवेश की तरह है तो मेरे पास यहां क्या है जैसे कि इस चुंबकीय छड़ चुंबक की ऊपरी सतह पर धनात्मक चुंबकीय आवेश होता है यदि आप पसंद करते हैं और नीचे की तरफ नकारात्मक होता है डिस्चार्ज की यह मात्रा M पाई a वर्ग माइनस M पाई a वर्ग होने जा रहा है और चूंकि छड़ी की लंबाई बहुत बहुत बड़ी है इसलिए यह है अगर वास्तव में यह बहुत पतली छड़ की तरह होता है जैसे छोटे आवेश ऊपर और नीचे और यही वह है जिसे यहां दर्शाया जा रहा है तो H अंदर लगभग 0 होने वाला है तो इसका मतलब H अंदर 0 है और इसलिए B म्यू 0 H प्लस M के बराबर होने जा रहा है जो म्यू 0 M के अलावा कुछ भी नहीं है ध्यान दें कि यह हमारे पहले की गणना के अनुरूप है जहां हमने इस छड़ चुंबक को पृष्ठीय विद्युत धारा k ले जा रहे के रूप में माना था जो कि माइनस n क्रॉस M था जो फ़ाई दिशा में M था तो यह एक सोलनॉइड की तरह बन गया और इसने मुझे एक क्षेत्र दिया जो कि म्यू 0 एम था यह वही है सिवाय के इस समय हम एक अलग तकनीक का उपयोग किया है हम उस ऑक्सीलिरी क्षेत्र H का उपयोग करते हैं एक और उदाहरण देता हूं एक प्रसिद्ध उदाहरण जिसे हम मान रहे हैं और मैंने कहा कि यह चुंबकीय क्षेत्र के लिए अच्छा उदाहरण है इस उदाहरण में मैं इस चुम्बकीय गोला लूंगा जिसमें चुंबकत्व है ये दिशाएँ हैं यह चुंबकत्व M है फिर से चूंकि कोई मुक्त विद्युत धारा नहीं है मेरे पास 0 का डाइवर्जेंस है जो मुझे H का डाइवर्जेंस माइनस M के डाइवर्जेंस के बराबर देता है और H का कर्ल 0 है इसलिए आप फिर से देखते हैं कि माइन स M का डाइवर्जेंस चुंबकीय पृष्ठीय आवेश के समान हो जाता है ऐसा कैसे हम वह देखते हैं अगर मैं सतह को देखता हूं और मैं कोण के थीटा पर M के डाइवर्जेंस की गणना करना चाहता हूं तो यहां एक बॉक्स बनाकर जहां n इस तरह है अंदर n माइनस r दिशा में होने जा रहा है और M इस दिशा में है मैं बॉक्स की लंबाई लेने जा रहा हूं अंत में 0 पर जा रहा है इसलिए जब मैं M dv के डाइवर्जेंस की गणना करता हूं जो कि डाइवर्जेंस प्रमेय द्वारा समाकलन M डॉट ds के बराबर होने जा रहा है और क्योंकि यह लंबाई l 0 पर जाती है साइड सतहों से कोई योगदान नहीं होता है इस मामले में हालांकि M में लंबवत सतह के साथ घटक है लेकिन लंबाई 0 होने वाली है और इसलिए वहाँ से योगदान 0 है मुझे जो एकमात्र योगदान मिलता है वह आंतरिक सतह से है जहां n अंदर जा रहा है इसलिए यह माइनस चिह्न के साथ M कोसाइन थीटा गुणा क्षेत्रफल a बन जाता है यदि a इस बॉक्स का क्षेत्रफल है और जो कुछ भी नहीं लेकिन यदि आप चाहें तो M क्षेत्रफल गुणा t r के डाइवर्जेंस के बराबर है थोड़ा अंदर से हम कहते हैं कि r माइनस एप्सिलॉन 2 r प्लस एप्सिलॉन जो माइनस M कोसाइन थीटा a के बराबर है a और a रद्द करते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि एप्सिलॉन कितना छोटा है मुझे एक परिमित मूल्य मिलता है माइनस M कोसाइन थीटा और यह तुरंत मुझे बताता है कि M का डाइवर्जेंस M कोसाइन थीटा के बराबर है MdVMdS Mcosθa R ϵRϵMadr Mcosθa M Mcosθ और इसलिए मैं सतह r माइनस R पर कोसाइन थीटा लिख सकता हूं M Mcosθδ और इसलिए मैं लिख सकता हूं कि H का डाइवर्जेंस माइनस डेल डॉट M के बराबर है जो M cos थीटा डेल्टा r माइनस R है HMcosθδr Rऔर यह क्या बन जाता है यह सतह r के बराबर R पर पृष्ठीय आवेश की तरह हो जाता है शीर्ष पर धनात्मक और तल पर नकारात्मक क्योंकि शीर्ष पर कोसाइन थीटा धनात्मक होने जा रहा है और इसलिए यह शीर्ष पर कोसाइन थीटा की निर्भरता के साथ धनावेश की तरह हो जाता है और कोसाइन थीटा निर्भरता के साथ नीचे ऋणावेश और मैं H की गणना कर रहा हूं यह बिल्कुल पिछली समस्या की तरह हो जाता है जहां हम z दिशा में ध्रुवीकरण था जो मुझे पृष्ठीय आवेश के रूप में सिग्मा कोसाइन थीटा देता है और इसलिए H इस दिशा में होने जा रहा है z दिशा के विपरीत और इसका मान क्या है H होने जा रहा है मैं बाईं ओर लिख रहा हूं माइनस M द्वारा विभाजित तीन कोई एप्सिलॉन 0 नहीं है इस z दिशा में ऐसा कुछ नहीं है ऋणात्मक z दिशा इसलिए हमने जो पाया है वह है कि H माइनस M द्वारा विभाजित तीन है और इसलिए B म्यू 0 H प्लस M होने जा रहा है जो दो तिहाई म्यू 0 M बन जाता है यह वह उत्तर है जो हमने पहले भी प्राप्त किया है इसे sin थीटा निर्भरता के साथ पृष्ठीय विद्युत धारा ले जा रहे गोले के रूप में मानकर इसलिए इस व्याख्यान में आप जो देख रहे हैं वह यह है कि जिस स्थिति में कोई मुक्त विद्युत धारा नहीं है और केवल चुंबकत्व है मैं H के लिए समीकरण लिख सकता हूं जैसे कि यह एक विद्युत क्षेत्र है जिसे परिबद्ध चुंबकीय आवेश द्वारा वृद्धि दी जा रही है डेल डॉट M मैं तकनीक को आगे ले जा सकता हूं और ऐसे मामलों के लिए लिख सकता हूं जहां डेल डॉट H माइनस डेल डॉट M के बराबर है और डेल क्रॉस H 0 है यदि डेल क्रॉस H 0 है तो यह तुरंत मुझे बताता है कि मैं एक चुंबकीय पोटेंशियल फाई M को परिभाषित कर सकता हूं और इसलिए H को फाई के माइनस ग्रैड के रूप में लिख सकता हूं जो तब मुझे डेल स्क्वायर फाई M डेल M के बराबर देता है जो या तो फाई चुंबकीय का पोइसन समीकरण Poisson's equation है मैं सीमा की शर्त को हल कर सकता हूं उस से मैं H प्राप्त कर सकता हूं और H से मैं B प्राप्त कर सकता हूं H M H0H M 2MM